अगला उदाहरण जो हम देखते हैं वह रजिस्टर R 0 की सामग्री को R 1 में स्थानांतरित करना है तो यह एक साधारण बात है जो हमें करने की आवश्यकता है लेकिन हमें यह कहना होगा कि हम कितने तरीकों से इस चीज को कर सकते हैं 8051 में विभिन्न असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग तकनीक जो इस सरल ऑपरेशन को करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं जो कि R 0 रजिस्टर की सामग्री को R1 रजिस्टर में स्थानांतरित कर रही है अब यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो पहला तरीका MOV इन्स्ट्रशन को सीधे कहे mov R1 R0 तो यह R0 की सामग्री को R1 रजिस्टर में ले जाएगा तो यह निर्दिष्ट करने की एक संभव तकनीक है इसे निर्दिष्ट करने का दूसरा संभावित तरीका शायद हम कह सकते हैं जैसे कि mov 1 R 0 तो यह वही काम करेगा तो इसे डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के रूप में लिया जाता है और परिणामस्वरूप R1 रजिस्टर को R0 मिलेगा ऐसा करने का तीसरा संभावित तरीका हो सकता है इसके ठीक विपरीत जो MOV R10 है तो यह रजिस्टर है लेकिन यह एक मेमोरी लोकेशन है तो यहाँ भी एक ही बात R1 को RAM स्थान 0 की सामग्री मिलती है जो मूल रूप से R0 रजिस्टर है फिर ऐसा करने का एक और तरीका है जब हम दोनों रजिस्टरों को मेमोरी ऑपरेंड के रूप में निर्दिष्ट करते हैं जैसे हम केवल MOV 10 लिखते हैं तो जब आप MOV 10 कहते हैं तो यह है कि मेमोरी 1 में मेमोरी 0 की सामग्री मिलेगी तो मेमोरी 1कुछ नहीं लेकिन R1 है मेमोरी 0 R0 के अलावा कुछ नहीं है एक और तरीका है जिसे आप लिख सकते हैं यह थोड़ा मुश्किल है हम इसे इस तरह के MOV R1 1 से करते हैं और फिर हम कहते हैं MOV R10 तो हम क्या कर रहे हैं तो पहले R 1 में यह स्टेटमेंट के हिसाब से हम R1 को 1 के बराबर कर देंगे और इस स्टेटमेंट में यह इस मेमोरी लोकेशन 0 की सामग्री को R 1 द्वारा इंगित मेमोरी लोकेशन पर ले जाएगा तो R1 द्वारा निहित मेमोरी लोकेशन तो हमें मेमोरी लोकेशन 0 की सामग्री मिल जाएगी तो प्रभावी रूप से R1 रजिस्टर को R0 का मान मिलेगा तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस में से आप देखते हैं कि यह एक निश्चित अर्थ है इसे संशोधित किया गया है यह मेमोरी बैंकों के बावजूद है तो यह मेमोरी बैंकों के बावजूद है तो यह बैंक 0 पर काम करेगा बैंक चयन के बावजूद तो यह बैंक 0 रजिस्टरों पर काम करेगा दूसरी ओर अन्य इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास हैं तो वे बैंक चयन पर निर्भर होंगे तो अन्य सभी इंस्ट्रक्शन तो वे वर्तमान बैंक के संबंध में मोव करने की बात करेंगे तो वे हमेशा वर्तमान बैंक रजिस्टरों का उपयोग करेंगे इस प्रकार यदि आप किसी विशेष बैंक के रजिस्टरों को एक्सेस करने के इच्छुक हैं तो आप एड्रेस बदल सकते हैं और आप इस विशेष मोड का उपयोग करेंगे तो यदि आप किसी भी मनमाने ढंग से बैंक रजिस्टर मूवमेंट की तलाश कर रहे हैं तो आपको इस इंस्ट्रक्शन का उपयोग करना चाहिए अन्यथा आपके पास कई अन्य विकल्प हो सकते हैं आगे हम एक अन्य प्रोग्राम पर ध्यान देंगे जिसमें कैरी फ्लैग को बचाने के लिए एक कोड टुकड़ा लिखना है यह कैरी फ्लैग को बिट लोकेशन 4 में अक्सिल्लरी कैरी को बिट लोकेशन 10 में और पैरिटी को बिट्स लोकेशन 22h में बचाएगा तो यह 4 10 और यह 22h तो ये सभी बिट एड्रेसेबल मेमोरी में हैं तो ये वास्तव में बिट संख्या हैं तो आपको याद है कि हमने इस बिट एड्रेसेबल मेमोरी के बारे में बात की थी और फिर अगर हर बिट को एड्रेस मिल गया है तो हम 3 अलग अलग स्थानों पर कैरी फ्लैग अक्सिल्लरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे करना है इसके जैसा है तो पहले हम उन स्थानों को क्लियर करते हैं पहले हम 0 4h को क्लियर करते है तो यह बिट 04 को क्लियर कर देगा हम बिट 10H को भी क्लियर करते हैं वह 10 लोकेशन भी क्लियर हो जाएगा और 22 H को क्लियर कर देगा तो तीसरे बिट को भी क्लीयर कर देगा जो हमारे सवाल में है अब हम अलग अलग बिट्स की जाँच करेंगे जिन्हें वे कैरी अक्सिल्लरी कैरी और पैरिटी के साथ करते हैं और तदनुसार बिट्स सेट करते हैं तो कैरी भाग के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि यह कहे Jump on not bit PSW7L1 तो अगर यह बिट सेट नहीं है तो PSW7 यह कैरी बिट को करेस्पॉन्ड करता है तो यदि आप इस बिट एड्रेसेबल मेमोरी को देखते हैं और यह PSW7 कैरी बिट है तो यदि यह उस स्थिति में 0 नहीं है तो हमें यह लोकेशन सेट करना होगा यह 0 4 लोकेशन सेट किया जाना चाहिए तो हम सेट बिट 0 4 h की तरह कर रहे हैं तो यह बिट एड्रेस 04 h को सेट कर रहा होगा अन्यथा हम L1 के स्तर पर आ जाएंगे और जहां हमें यह जांचना होगा कि अक्सिल्लरी कैरी के साथ एक ही बात है या नहीं तो हम JNB PSW6 L2 की तरह अगला चेक कर सकते हैं और यदि अक्सिल्लरी कैरी बिट सेट है उस स्थिति में हमें बिट स्थान10 सेट करने की आवश्यकता है तो हम सेट बिट 10 h जैसे लिखते हैं और फिर L 2 में हम अंतिम जाँच करते हैं कि जहाँ यह JNB है यह पैरिटी बिट है तो इसके अनुसार JNB PSW0 L3 और अगर यह सेट नहीं है उस स्थिति में हमें कहना होगा कि यदि PSW 0 बिट 1 है उस स्थिति में मुझे बिट 22 सेट करना होगा तो यह है कि SETB 22 H और यह हमारा L3 है तो इस बिंदु से यह जारी रहेगा इस तरह हम व्यक्तिगत बिट्स की जाँच और सेट करने के लिए एक प्रोग्राम टुकड़ा लिख सकते हैं तो यह हो रहा है कि उन बिट्स की प्रतिलिपि संबंधित स्थानों पर बनाई जाए तो यह बिट की जाँच करता है और यदि बिट 1 है तो यह बिट सेट कर रहा है अगर कैरी बिट 1 है तो संबंधित मेमोरी लोकेशन जो समस्या में वर्णित है 1 पर सेट की गई है तो इस तरह से हम यह काम कर सकते हैं अगला हम एक और प्रोग्राम देखेंगे तो यह प्रोग्राम थोड़ा जटिल है तो यहां हम जो करने की कोशिश करते हैं वह यह है कि यह कहता है यह एक स्ट्रिंग मैनीपुलेशन प्रोग्राम है और इसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं जो एक के बाद एक स्टोर किए जाते हैं बाहरी मेमोरी लोकेशन 6000 H से शुरू होते हैं और प्रत्येक स्ट्रिंग को नल्ल् करैक्टर द्वारा समाप्त किया जाता है जो जीरो बाइट है फिर हमें इस चीज़ को करने के लिए दो अलग अलग सब प्रोग्राम लिखने होंगे एक सब प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग कंपरीसन करेंगे तो मान लीजिए कि स्ट्रिंग के नाम S1 और S2 हैं तो यदि S1 स्ट्रिंग और S2 स्ट्रिंग की तुलना की जाएगी तो यह सिर्फ तुलना करेगा कि क्या स्ट्रिंग समान हैं या नहीं समान समान नहीं यह इस प्रकार की तुलना कर रहा है ऐसा नहीं है कि यह ग्रेटर थान लेस्स थान रिलेशनशिप खोज रहा है यह सिर्फ इक्वलिटी के लिए लेता है स्ट्रिंग बिल्कुल समान हैं और स्ट्रिंग अलग हैं तो अगर उनके स्ट्रिंग अलग हैं उस मामले में तो यह कुछ रजिस्टर में कुछ मूल्य डाल देगा जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि प्रोग्राम को यह काम करना चाहिए मैन प्रोग्राम को परिणाम को इकट्ठा करना चाहिए और कंपनी कि यह करैक्टर R 0 में तुलनात्मक परिणाम है R1 में स्ट्रिंग की लंबाई और डिफ़ॉल्ट रजिस्टर बैंक के R 2 में दूसरी स्ट्रिंग की लंबाई तो यह क्या कहता है कि यह तुलना परिणाम R0 में होना चाहिए तो यदि स्ट्रिंग समान हैं तो शायद उत्तर हां में होगा और यदि स्ट्रिंग समान नहीं हैं तो उत्तर नहीं होगा तो इसे R0 रजिस्टर में 1 या 0 डालकर पहचाना जा सकता है फिर स्ट्रिंग्स की लंबाई के लिए R 1 और R 2 में संग्रहीत किया जा सकता है तो समस्या यह भी कहती है कि सब प्रोग्राम को विभिन्न रजिस्टर बैंकों का उपयोग करना चाहिए तो मूल रजिस्टर बैंक की तुलना में जो भी मूविंग प्रोग्राम हम उपयोग करेंगे यह प्रोग्राम वह सब प्रोग्राम्स उन्हें अलग रजिस्टर बैंक का उपयोग करना चाहिए अब ऐसा करने के लिए हमें उस PSW बैंक सिलेक्शन बिट्स को बदलना होगा रजिस्टर बैंक सिलेक्शन बिट्स और तदनुसार यह विभिन्न बैंकों का उपयोग करेगा तो स्ट्रिंग्स नल्ल् टर्मिनेटेड है अगर मुझे कहने के लिए स्ट्रिंग abc S 1 के बराबर मिला है तो स्थान 6000 से आगे की तरफ स्ट्रिंग संग्रहीत है तो यदि यह मेरी मेमोरी है तो 6000 से आगे तो यह 6000 कहा जाये तो यहाँ मुझे करैक्टरa मिला है फिर करैक्टर b फिर करैक्टर c तो ये संबंधित ASCII कोड वहां संग्रहीत किए जाते हैं और फिर हमें नल्ल् करैक्टर 0 मिला है तो यह 0 है और उसके बाद S2 शुरू होता है तो यह स्ट्रिंग की लंबाई का उल्लेख नहीं है तो आप दूसरे बिंदु को सीधे नहीं कह सकते तो इस विशेष मामले में अगला स्ट्रिंग 6004 पर शुरू होगा लेकिन यह है कि लंबाई निर्दिष्ट नहीं है इसलिए आप इसे सीधे सेट नहीं कर सकते इसलिए प्रोग्राम से हमें स्ट्रिंग के अंत का पता लगाना होगा और उसके अनुसार हमें अगले स्ट्रिंग की शुरुआत और एक बार हम कर सकते हैं हमारे पास एक सेट पॉइंटर है या किसी भी तरह हम एक पॉइंटर यहाँ और एक पॉइंटर यहाँ संलग्न हैं तब हम तुलना करना शुरू कर सकते हैं तो अगले स्ट्रिंग को c d कहा जा सकता है तो यह c है यह d है और यह करैक्टर 0 होना चाहिए यह स्ट्रिंग करैक्टर का अंत है तो इस तरह से स्ट्रिंग जमा हो जाते हैं तो हमें उस प्रोग्राम को लिखने की आवश्यकता है जो इस स्ट्रिंग तुलना और लंबाई की गणना करेंगे तो देखें कि यह कैसे करना है तो पहले हम क्या करते हैं पहले हम उस रजिस्टर बैंक को बदलते हैं मान लीजिए हम SETB PSW3 कहना पसंद करते हैं तो यह एक बदलता है इसका एक सेट हो जाएगा उन रजिस्टरों में से एक बैंक बिट्स है और यह माना जाता है कि इसके द्वारा रजिस्टर बैंक को संशोधित किया जाता है तो निश्चित रूप से एक धारणा है कि PSW3 यह बिट पहले 0 था तो मैन प्रोग्राम रजिस्टर बैंक 00 का उपयोग कर रहा था और इसलिए वह धारणा वहाँ है लेकिन अन्यथा तो आप इस भाग को यहां मैनीपुलेट कर सकते हैं ताकि उपयुक्त रजिस्टर बैंक का चयन किया जा सके तो हमें इन 6000 एड्रेस को भूलना होगा तो हम रजिस्टर R3 में बचाते हैं संख्या 60H और रजिस्टर R4 में हम संख्या 00H को बचाते हैं जो कि गठित होगी तो इन मूल्यों को इस DPTR रजिस्टर में ले जाने की आवश्यकता होगी तुलना और सभी के दौरान बाहरी मेमोरी से मान प्राप्त करते हुए तो DPTR का उपयोग किया जाएगा इसलिए हम बाद में ऐसा करते हैं तो उसके बाद हम ACALL कंपेयर करने के लिए एक कॉल दे तो यह ACALL कंपेयर स्टेटमेंट सब प्रोग्राम कंपेयर करने के लिए एक कॉल देगा तो देखेंगे कंपेयर प्रोग्राम को इसके बाद मान ले इस कंपेयर प्रोग्राम तो इसने R0 को कुछ मूल्य दिया है जो इस कंपेयर का परिणाम है तो हम PSW3 को क्लियर करते हैं तो हम पिछले रजिस्टर बैंक पर जाते हैं और फिर MOV R008 तो MOV R008 क्योंकि परिणाम R 0 में होना चाहिए और इस PSW 3 बिट 1 को सेट करके तो यह उम्मीद है कि यह रजिस्टर बैंक 1 पर जा रहा है बुनियादी प्रोग्राम रजिस्टर बैंक 0 के साथ काम कर रहा है और यदि यह सब प्रोग्राम हैं तो वे रजिस्टर बैंक1 में काम करेंगे रजिस्टर बैंक 1 एड्रेस 8 से शुरू होता है तो यह कंपेयर रूटीन करता है तो इसने R0 में उस रिटर्न वैल्यू को निर्धारित किया है लेकिन वास्तव में जो रजिस्टर बैंक R0 तो परिणामस्वरूप वह मेमोरी लोकेश 08 के तो इस बिट बनाने के बाद तो अगर आप इस MOV R008 को बनाते हैं तो मेमोरी लोकेशन 08 से सामग्री वर्तमान बैंक के रजिस्टर 0 पर आ जाएगी तो यदि वर्तमान बैंक 0 है तो यह वास्तव में मेमोरी लोकेशन 0 है तो यह किया जाता है तो यह इस का अंत है तो कॉम्पएयर के बाद परिणाम को R 0 में संग्रहीत किया जाता है वह भाग इसके द्वारा समाप्त हो जाएगा इसके बाद हमें स्ट्रिंग की लंबाई की गणना करनी होगी तो फिर से मैं वही काम करता हूं सबसे पहले हम उस रजिस्टर बैंक को 1 में बदलते हैं तो SETB PSW3 सेटिंग अब हम फिर से इन R3 और R4 रजिस्टरों को 2 स्ट्रिंग्स के स्टार्ट एड्रेस की लंबाई समाहित करने के लिए सेट करते हैं R3 और R4 R4 00H और R3 60H और फिर हम एक सबरूटीन ACALL लेंथ बुलाते है यह लेंथ रूटीन है तो यह बैंक 1 के रजिस्टरों R 1 और R 2 में 2 स्ट्रिंग्स की लेंथ लौटाएगा तो वहां से मुझे उन्हें वर्तमान रजिस्टर बैंक के R1 और R 2 पर वापस लाने की आवश्यकता है तो उस उद्देश्य के लिए मैं क्या करूं इस PSW3 बिट को क्लियर करें ताकि हम पिछले रजिस्टर बैंक 0 पर वापस आ जाएँ और फिर लिखे MOV R109 कहें ताकि इस रजिस्टर R1 बैंक 1 से मूल्य मौजूदा बैंक के रजिस्टर 1 या मूल बैंक के लिए आएगा बैंक 0 तो यह पहली स्ट्रिंग की लेंथ है और फिर MOV R210 तो यह बैंक 1 के रजिस्टर 2 में उपलब्ध दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ लेगा रजिस्टर 2 बैंक 0 में तो यह प्रोग्राम का अंत है अब मुझे इस कंपरिसन और इस लेंथ के लिए रूटीन लिखनी होगी तो इन 2 रूटीन को लिखना होगा तो पहले हम कंपरिसन के लिए रूटीन लिखने की कोशिश करते हैं तो कंपरिसन रूटीन कुछ इस तरह होगी पहले हमें R3 और R4 प्राप्त करना होगा वे वास्तव में मेमोरी लोकेशन 6000 की ओर इशारा करते हैं तो यदि यह आपकी मेमोरी लोकेशन है मेमोरी और यह एड्रेस 6000 है तो R3 R4 जोड़ी इस ओर इशारा करती है तो इन R3 R4 मानों को DPL और DPH रजिस्टरों में ले जाना चाहिए ताकि मैं व्यक्तिगत मेमोरी बिट तक पहुंचने के लिए उस DPTR का उपयोग कर सकूं व्यक्तिगत मेमोरी लोकेशन तो हम DPTR 3 को स्थानांतरित करते हैं तो यह छह 0 DPH में आते हैं और MOVE DPL R4 हैं तो हमें यह 6000 DPTR रजिस्टर में मिला है और हम इस R3 और R4 को 2 रजिस्टर में भी सेट करेंगे R 5 और R 6 अन्यथा उनकी आवश्यकता हो सकती है तो MOV R5R3 और MOV R6R4 तो ये दो स्टेटमेंट यह इन R3 R4 जोड़ी की एक प्रति रखने के लिए है क्योंकि हमारे आगे बढ़ने के साथ इस जोड़ी को संशोधित किया जाएगा फिर हमें पाना है अब मुझे जो अगला काम करना है वह है मुझे स्ट्रिंग मिल गया है जैसे b c वगैरह पहला स्ट्रिंग का अंतिम करैक्टर 0 है और उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग इसी बिंदु से शुरू होगा तो पहला काम दूसरी स्ट्रिंग का स्थान ढूंढना है यह किस बिंदु से शुरू होगा मुझे यह खोजना होगा तो इसके लिए मुझे यह 0 खोज करने की आवश्यकता है यह 0 कहां है जिसे खोजा जाना है तो यह होगा तो हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें हम इसे इस तरह से करते हैं हमें MOVX A DPTR का उपयोग मिलता है तो परिणामस्वरूप पहले स्थान की सामग्री A रजिस्टर में आ जाएगी और फिर हम CJNE A 0 L1 करते हैं तो यदि मूल्य गैर शून्य है जो मूल्य मुझे यहां मिला है वह गैर शून्य है तब वह पहली स्ट्रिंग का अंत नहीं है तो हम स्ट्रिंग के इस अंत की तलाश कर रहे हैं तो अब हमारे पास जो करैक्टर है वह पहले स्ट्रिंग का अंत नहीं है तो हम L1 स्तर पर जम्प करते हैं कम्पायर जम्प नॉट इक्वल टू L 1 तो हम यहाँ एक डालते हैं लेकिन यदि वे समान हैं यदि 2 करैक्टर यदि कहे यह विशेष स्थान पर हम पहुंच रहे हैं तो क्या होगा यह A रजिस्टर सामग्री 0 के बराबर हो जाएगी और उस समय तक हमारा पॉइंटर उन्नत हो चुका होता है और हम उस स्थान पर आ गए होते हैं जो पहले स्ट्रिंग का अंत है तो यदि वे समान हैं तो हम L 2 स्तर पर जाते हैं इसका मतलब है जो यह वास्तव में हम देखेंगे कि यह उस स्थिति से मेल खाती है जहां हम पहले स्ट्रिंग के अंत में आए हैं फिर L 1 में तो L1 में मुझे क्या करना है तो करैक्टर स्ट्रिंग करैक्टर का अंत नहीं है तो मुझे DPTR मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता है तो INC DPTR DPTR मूल्य वृद्धि है फिर इस DPTR को R 3 और R 4 में फिर से बचाया जाता है तोMOV R3DPH और MOV R4DPL तो DPH और DPL मान R3 और R4 में सहेजे गए हैं फिर हम क्या करें फिर हमें अगले एक के लिए जाना होगा तो यह R3 और R4 हमने मान सेट किया है अब यह R5 और R6 हमारे पास इस DPTR का पिछला मूल्य था तो यह L2 यहां आएगा तो L2 यहां कहीं है तो यह हमारा L2 है L2 में इसका मतलब है कि हम दूसरे स्ट्रिंग पर आ गए हैं तो फिर मुझे कपरिसन करना शुरू करना होगा तो इस बिंदु से SJMP L2 तो जब यह मिलान हो रहा है तो हम इस बिंदु पर आ रहे हैं तो इस बिंदु से बाद में तो यदि वे समान हैं यह पहली स्ट्रिंग का अंत है तो मैं कपरिसन करना शुरू कर सकता हूं तो मैं इसे कैसे करूं जैसे पहले इसको पा लो तो यह DPTR अंत तक आ गया है तो DPTR को पहले स्थान पर वापस ले जाना होगा तो हम पहले MOV DPH R5 और MOV DPL R6 तो इस तरह से R5 R6 जोड़ी में हमने पिछले DPH DPL मूल्य को संग्रहीत किया था तो R5 और R6 से उन मूल्यों को स्थानांतरित किया जाता है तब हम MOV A DPTR को पसंद करते हैं तो DPTR से तो हमें अगला मूल्य मिल रहा है तो हम इस बिंदु पर वापस आ गए हैं तो हमें वह करैक्टर फिर से मिल गया है फिर आपने यह करैक्टर निर्धारित किया जो हमने B रजिस्टर में पहले स्ट्रिंग से पढ़ा है तो MOV BA यह इस मान को सेव करेगा जो हमने B रजिस्टर में पढ़ा है फिर हम DPTR को बढ़ाते हैं और DPTR सेव करते हैं तो जब भी हम इन्क्रीमेंट करते हैं तो हम R5 R6 जोड़ी में DPTR सेट करते हैं ताकि हम इसे बाद में लोड कर सकें तो हम MOV R5 DPH और MOV R6 DPL ऐसा होने के बाद हमने यह DPL DPH सेट किया है अब मुझे इस अगले स्ट्रिंग का पहला करैक्टर प्राप्त करना है और उन DPH DPL मानों को इस R3 और R4 रजिस्टरों में इन 2 स्टेटमेंट में संग्रहीत करना है तो उन DPH DPL मानों को एक्सेस किया जाएगा तो मैं इस बिंदु से यहां लिख रहा हूं तो MOV DPHR3MOV DPLR4 तब MOVX A DPTR तब INC तो हम इन्क्रीमेंट करेंगे तो वह अगले करैक्टर पर जाएगा तो जब भी आप पहुंचते हैं तो आपने दूसरे स्ट्रिंग से पहला करैक्टर पढ़ा है तो पॉइंटर को एडवांस होना चाहिए और मान फिर से R3 R4 में सहेजे जाते हैं तो MOV R3DPH और MOV R4DPL वे वहां सेव हो जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं हम CJNE करते हैं कॉम्पयेर जम्प नॉट इक्वल टू हैं तो अब यह A और B तो उन 2 रजिस्टर मूल्यों की तुलना की जाएगी और यह L4 पर जा रहा है अब अगर वे समान नहीं हैं तो मैं L4 में जा रहा हूं यदि वे समान हैं तो एक और शर्त मुझे जांचने की आवश्यकता है कि यह करैक्टर A है तो यह भी एक मैच है तो पूरे स्ट्रिंग के लिए पिछले करैक्टर से मेल खाता है जो होगा तो वह भी वहाँ 0 होगा तो यह 0 इस 0 से मेल खाना चाहिए तो इन दो 0 का मैच होना चाहिए तो वह होने के लिए मैं क्या करूँ तो अगर वे बराबर नहीं हैं L4 पर जम्प करे अन्यथा ADD A B तो A और B को जोड़ा जाता है और फिर हम जांचते हैं कि परिणाम 0 है या नहीं तो CJNE A 0 L 5 और फिर MOV तो यदि वे समान हैं तो मैं इस बिंदु MOV R0 1 और MOV R0 1 पर आऊंगा और वहां से लौटूंगा और यह L4 वास्तव में MOV R0 0 है तो यह बिंदु L4 है और यह CJNE है उनके करैक्टर समान हैं लेकिन वे 0 नहीं हैं तो यह L5 है तो यह बेहतर है की यह L2 होना चाहिए जो इसे सही करेगा क्योंकि यदि वे समान नहीं हैं मैं यहां से यहां तक जम्प कर रहा हूं तो यह L2 लेवल 1 होना चाहिए तो यह एक बेहतर इसे L2 बनाना चाहिए तो प्रोग्राम सही होगा क्योंकि अब मुझे अगला करैक्टर मिल गया है तो फिर से मैं अगले करैक्टर की तुलना करने जा रहा हूं तो जो हुआ है वह पहले 2 करैक्टर मैच हो रहे है तो अगर यह यहाँ से आ रहा है और पहले 2 करैक्टर जो मैच करते हैं तो अब मुझे अगला करैक्टर मिल रहा है तो ये MOVX मुझे पहले स्ट्रिंग का अगला करैक्टर देगा ये MOVX मुझे दूसरे स्ट्रिंग का अगला करैक्टर देगा और फिर मैं इस CJNE इंस्ट्रक्शन में उनकी तुलना कर रहा हूं तो CJNE इंस्ट्रक्शन में तो मैं एक तुलना करता हूं और यदि वे नहीं हैं वे करैक्ट समान हैं यह यहाँ आएगा और यह इस पर आएगा यदि करैक्ट समान नहीं हैं तो यह L 4 पर आ जाएगा तो यह R01 बनने का मतलब है संख्या अन्य स्ट्रिंग समान नहीं हैं यदि R 0 1 हो जाता है तो स्ट्रिंग समान नहीं होते हैं यदि स्ट्रिंग समान हैं यदि करैक्टर समान हैं तो मैं ले जा रहा हूं कि क्या मैं स्ट्रिंग के अंत तक पहुंच गया हूं या नहीं तो इस तरह से इस प्रोग्राम को करने से तो मैं एक सबस्ट्रिंग चेक भाग कर सकता हूं अब अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा है तो यह 0 पर सेट है और यह L4 ऐसा है CJNE 0 का कहे कि अगर यह 0 है तब यह आ रहा है तो यह अन्यथा यह समान नहीं है तो उस स्थिति में यह लिखा जाएगा यदि करैक्टर समान नहीं हैं तो यह 0 में लिखा जाएगा तो यह कैसे करें CJNE 0 L 2 तो यह हो सकता है तो इसके बाद मुझे ऐसा कुछ होना चाहिए MOV R0 0 यदि स्ट्रिंग समान नहीं हैं तो यदि करैक्टर समान हैं तो यह यहां जोड़ रहा है और फिर मैं समाप्त कर रहा हूं वे समान नहीं हैं यदि वे समान नहीं हैं तो एक SJMP यहां होना चाहिए मेरे पास वह RET होना चाहिए रिटर्न पथ तो इस बात को सही ढंग से करेंगे अब लेंथ वाले हिस्से के बारे में तो लेंथ गणना भाग तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं लेंथ वाला हिस्सा सरल है तो हम MOV DPH R3 की तरह कर सकते हैं हमें DPH मिलता है MOV DPLR4 R 4 से हमें DPL मिलता है तब MOV R1 0 और फिर हम MOVX A DPTR कहते हैं फिर कॉम्पएयर जम्प वन नॉट इक्वल यह A 0 कहें L 7 तो यह तुलना कर रहा है कि क्या हम स्ट्रिंग के अंत तक पहुंच गए हैं या नहीं SJMP L 8 L 7 में हम R 1 को लागू करते हैं उसके बाद INC DPTR DPTR रजिस्टर को इन्क्रीमेंट करेगा और फिर हम जांचते हैं कि क्या SJMP L6 अच्छा L 6 यह बिंदु है तो इस तरह से मैं पहली स्ट्रिंग की लेंथ की जांच कर सकता हूं तो जब तक यह 0 पर आ रहा है तो कम्पेयर CNE A 0 L7 करें तो यह इन्क्रीमेंट होगी और यह बिंदु L8 है तो इस तरह मैं R 1 रजिस्टर में गणना की गई पहली स्ट्रिंग की लेंथ प्राप्त कर सकता हूं तो आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं रजिस्टर R2 में दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ के लिए L8 से शुरू होने वाले समान पार्ट है तो जिसे आप इस R 1 को R 2 से बदल सकते हैं आप अगले स्ट्रिंग की लेंथ की गणना कर सकते हैं